नमस्कार दोस्तों तो हम 11 वें सप्ताह में हैं जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के मूल सिद्धांतों पर एमओओसी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण सप्ताह है और इस सप्ताह में हमारे पास पहले के व्याख्यानों की तरह दो लेक्चर होने वाले हैं और आज के भी हैं और एक के बाद एक और दो लेक्चर lectures होंगे हम रिएक्टर सुरक्षा और सुरक्षा के विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आधुनिक दिन की अवधारणाओं के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक है या पिछले सप्ताह की तरह कुछ ऐसा भी है जिस पर हमने मानव के जैविक ऊतकों पर विकिरण के प्रभाव के बारे में चर्चा की है जो आम लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है यह भी उसी श्रेणी में कुछ है और साथ ही मैं अगले सप्ताह का पालन करना चाहता हूं जो फिर से कुछ है जो हम परमाणु कचरे के निपटान के बारे में बहुत चिंतित हैं इसलिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी किसी सामान्य थर्मल पावर स्टेशनों में कहने के लिए कोई दुर्घटना होती है तो स्थिति के आधार पर बड़ी मात्रा में नुकसान होगा एक महत्वपूर्ण राशि हो सकती है जीवन की हानि वनस्पति के नुकसान की महत्वपूर्ण मात्रा और संपत्ति की भारी मात्रा में क्षति हो सकती है लेकिन आम तौर पर यह एक बार की घटना है जो एक बार की घटना होती है तबाही तत्काल या तुरंत होगी और फिर एक बार हम कुछ दिनों या शायद एक महीने के लिए समय के साथ आगे बढ़ेंगे या ऐसा ही कुछ होगा यह दुर्घटना एक भयानक याद के रूप में हमारी मेमोरीमें रह जाएँगी लेकिन यह परमाणु दुर्घटना के लिए विशेष रूप से सच नहीं है क्योंकि किसी भी तरह के रेडियोधर्मी नाभिक में विकिरण प्रभाव होता है जो हमेशा रहता है चाहे वह परमाणु संयंत्र के अंदर हो या कहीं बाहर हो और इसलिए जब भी कुछ परमाणु दुर्घटना हो रही है हमेसा चांस है कीसंबंधित रेडियोधर्मी तत्व संबंधित आसपास के वातावरण में स्थानांतरित हो सकते है हवा और हवा की गति से कुछ दूर कहीं दूर स्थानांतरित हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है और इसलिए यह न केवल एक बड़ी आबादी की भारी मात्रा में बाधा डाल सकता है और संयंत्र के चारों ओर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी तात्कालिक रूप से प्रभावित कर सकता है लेकिन यह भी दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है लंबे समय का मतलब है कि मेरा वास्तव में बहुत दीर्घकालिक प्रभाव है क्योंकि उनमें से कुछ आइसोटोप जैसे हमने पहले ही यूरेनियम और प्लूटोनियम के कुछ समस्थानिकों को बेहद कम जीवन में देखा है और इसलिए यदि उन्हें परमाणु रिएक्टर से बाहर आने और स्थानांतरण करने की अनुमति है आसपास वे बहुत लंबे समय तक क्षय कर सकते हैं वहाँ हम उन खतरनाक बीटा और गामा किरणों को इंसान और पड़ोसी वनस्पति को भी हस्तांतरित करते हैं यही कारण है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा के मुद्दे कुछ है कि हमें किसी भी सामान्य कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन की तुलना में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता है पिछले सप्ताह में ही हमने विकिरण के इस जैविक प्रभाव के बारे में चर्चा की है और मैं केवल इस बात को दोहरा रहा हूं कि रेडियोधर्मी क्षय होने पर किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं एक तो दैहिक प्रभाव है जो तात्कालिक है और वास्तव में तत्काल नहीं भी हो सकता है लेकिन यह तात्कालिक हो सकता है यह भी हो सकता है यह कुछ वर्षों के बाद भी दिखाई दे सकता है लेकिन फिर भी वही व्यक्ति जो कुछ समय के लिए विकिरण के संपर्क में था इन प्रभावों से पीड़ित होगा जैसे मोतियाबिंद हो सकता है अगर यह आंखों में चला जाता है तो हमारे पास विभिन्न अंग विफलता रक्त विकार त्वचा की जलन एक बहुत ही सामान्य विकिरण क्षति हो सकती है जो हमारे पास हो सकती है और यहां तक कि अगर खुराक अधिक है तो इससे मृत्यु भी हो सकती है लेकिन विकिरण का एक बहुत महत्वपूर्ण आनुवंशिक प्रभाव भी हो सकता है जहां यह जीन केउत्परिवर्तन का कारण बन सकता है और जिससे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सकता है जिससे दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है जन्मजात प्रभाव जन्मजात बीमारियां दिखाई दे सकती हैं समय से पहले मृत्यु भी आम है क्योंकि यह सीधे प्रसवपूर्व चरण को प्रभावित कर सकती है यह प्रसवपूर्व अवस्था के दौरान भी प्रभावित कर सकता है यह गुणसूत्रीय असामान्यता का कारण बन सकता है असामान्यता जिससे विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोग हो सकते हैं और जो व्यक्ति विकिरण के संपर्क में था उसे बाद के जीवन में भी कैंसर हो सकता है जो बाद की पीढ़ियाँ में भी हस्तांतरित हो सकता है आनुवंशिक विकार न केवल विकिरण के अधीन है बल्कि किसी भी प्रकार के आनुवंशिक विकार आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं एक एकल जीन विकार को संदर्भित करता है जहां केवल एक जीन होता है जो उत्परिवर्तित हो जाता है क्योंकि विकिरण या किसी तरह की दवा के कारण कुछ अन्य प्रभाव जो वर्तमान ज्ञान के अनुसार 4000 से अधिक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं एकल जीन विकार को बाद की पीढ़ी पर पारित किया जा सकता है कई तरीके हैं हालाँकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह अगली पीढ़ी के लिए कितना प्रभावी होगा वे इनहेरिटेंस पैटर्न पर निर्भर करेंगे जैसा कि आप इस आंकड़े से देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक सामान्य मानव में 23 गुणसूत्र हो सकते हैं इन 22 में से ऑटोसोम हैं और 2 गुणसूत्र हैं जो हमारे लिंग को निर्धारित करता है तो इस विशेष मामले में आप देख सकते हैं कि सभी गुणसूत्र ठीक हैं लेकिन केवल जो यह 15 नंबर है यह किसी प्रकार की असामान्यता है तो यह वही है जिसे आप एकल जीन विकार द्वारा संदर्भित करते हैं यह और बाद में यह अगली पीढ़ी को प्रेषित हो सकता है जिससे कुछ प्रकार की आनुवंशिक असामान्यताएं पैदा हो सकती हैं उसी का एक उदाहरण है जैसे कि आप जिस कन्वेंशन का उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में सावधान रहें या मेरा मतलब है कि ग्राफिकल कन्वेंशन यहाँ यह विशेष रूप से यह एक लंबी नीली पट्टी है जो वाई क्रोमोसोम को संदर्भित करता है जबकि यह छोटा नीला बार एक्स गुणसूत्र को संदर्भित करता है और ये सामान्य प्रतियां हैं अब हम जानते हैं कि एक पुरुष व्यक्ति में X Y गुणसूत्र होता है वह एक एक्स है और एक वाई फॉर्म लिया गया है जबकि महिला में एक्सगुणसूत्र दोनों होते हैं तो यहां हमारे पास स्थिति है जहां पुरुष सामान्य है जो एक सामान्य X और एक सामान्य Y गुणसूत्र हो रहा है लेकिन महिला में एक सामान्य X गुणसूत्र है लेकिन X गुणसूत्र की दूसरी दोषपूर्ण प्रतिलिपि या दोषपूर्ण जीन के साथ एक और X गुणसूत्र है इसलिए एक बार जब वे जुड़ते हैं तो हमारे पास चार संभावित संयोजन हो सकते हैं बेशक हम जानते हैं कि अर्धसूत्रीविभाजन प्रक्रिया के दौरान वे अपने गुणसूत्रों का आदान प्रदान करेंगे जिससे चार संभावित रूप संयोजन बन सकते हैं अब यदि आप एक लड़की के बारे में सोचते हैं तो पिता से एक्स क्रोमोसोम की एक प्रति और माँ से एक्स क्रोमोसोम की एक प्रतिलिपि प्राप्त की जाएगी जबकि एक लड़के को माँ से एक्स क्रोमोसोम की एक प्रति मिल रही होगी लेकिन पिताजी से वाई क्रोमोसोम तो माँ के बारे में सोचें क्षमा करें पहले लड़कियों के बारे में सोचो लड़कियों को हमेशा डैड से एक एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है इसलिए वे हमेशा एक सामान्य क्रोमोसोम रखती हैं लेकिन वहाँ से दो लड़की संभव हैं एक विशेष रूप से एक्स गुणसूत्र प्रेषित हो सकता है तो वह उसी बीमारी की वाहक बनी रहेगी इसके विपरीत लड़के के लिए वाई गुणसूत्र पिता से मिलते है और X गुणसूत्र माता से मिलते है और इसलिए जबकि एक लड़का सामान्य स्थिति में जा रहा है दूसरा प्रभावित होगा चूंकि लड़कियों को हमेशा पिता से जीन की एक सामान्य प्रतिलिपि विरासत में मिलती है इसलिए वे या तो सामान्य हो जाएंगे या वे वाहक बन सकते हैं लेकिन लड़का हर मौका है कि वे या तो सामान्य हो सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं इसके विपरीत स्थिति देखें जहां माँ और पिताजी दोनों प्रभावित एक्स क्रोमोसोम की एक प्रति ले जा रहे हैं तो अगली पीढ़ी में एक बहुत बड़ी समस्या है हर लड़की को पिताजी से एक एक्स गुणसूत्र मिल रहा है जो पहले से ही प्रभावित है यह एक है और वे भी माँ से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त कर रहे हैं तो यह संभव है कि लड़कियों को हमेशा एक प्रभावित एक्स गुणसूत्र हो रहा होगा जो पिताजी से आ रहा है और वे इस मामले की तरह अपनी माँ से एक सामान्य गुणसूत्र प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें यह प्रभावित गुणसूत्र मिल सकता है तो इस स्थिति में वे दो प्रभावित एक्स गुणसूत्र होंगे जो निश्चित रूप से लड़की को प्रभावित करेंगे लड़कों के मामले में उनके पास अपने पिता से आने वाला यह सामान्य वाई क्रोमोसोम होगा लेकिन उनके पास या माँ से एक सामान्य एक्स क्रोमोसोम होगा उस स्थिति में लड़का सामान्य रहता है या वे अपनी माँ को प्रभावित करने वाले एक्स क्रोमोसोम से प्रभावित होंगे तो इस मामले में लड़कियां प्रभावित हो सकती हैं लड़के भी प्रभावित हो सकते हैं और लड़कियां भी वाहक बन सकती हैं तो 4 में से 3 संभावनाएं है की अगली पीढ़ी या तो कैरियर है या इससे प्रभावित हो रही है इसलिएआनुवंशिक विकार सिंगल जीन डिसऑर्डर के मामले में भी हमारे पास अगली पीढ़ी तक ट्रांसमिशन हो सकता है यहां तक कि अगली पीढ़ी भी सीधे प्रभावित हो सकती है मल्टीफैक्टोरियल और पॉलीजेनिक विकार हैं जहां हमारे पास बहुत अधिक जटिल और मल्टीफैक्टोरियल प्रभाव हैंजो जीवन शैली और पर्यावरणीय प्रभावों के संयोजन में कई जीन का प्रभाव है शब्द मल्टी क्षमा करें पॉलीजेनिक संदर्भित करता है कि जब परिणाम कई जीन इंटरैक्शन का संयुक्त प्रभाव है और मल्टीफैक्टोरियल पॉलीजेनिक के साथ साथ कुछ प्रकार के पर्यावरणीय या जीवन शैली से संबंधित प्रभावों को संदर्भित करता है इसलिए वास्तव में कई प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं उनमें से अधिकांश आजकल एक जीवन शैली की बीमारी के रूप में संदर्भित होते हैं जैसे कि हमें मधुमेह या हृदय रोग जैसे रोग हो सकते हैं और यह भी जो एक जीवन शैली से आता है और कई आनुवांशिक भी हो सकते हैं संचारित बीमारियाँ जैसे अल्जाइमर हमें स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं इंटेलिजेंस लेबल से संबंधित समस्या हो सकती है अगली पीढ़ी की ऊंचाई और वजन के साथ कोई समस्या हो सकती है त्वचा के रंग या रंग में परिवर्तन हो सकता है तो पॉलीजेनिक या मल्टीफैक्टोरियल विकार बहुत अधिक जटिल हो सकते हैं और दोनों एकल जीन और पॉलीजेनिक विशेषताएं या पॉलीजेनिक प्रकार विकिरण एक्सपोजर के परिणाम हो सकते हैं जन्म के समय के दौरान विकिरण एक्सपोजर का प्रभाव और भी विनाशकारी हो सकता है जननांग संरचना में महत्वपूर्ण संशोधन हो सकते हैं जैसे इस चीज़ को देखो यह डाउन सिंड्रोम को संदर्भित करता है एक बहुत ही सामान्य आनुवंशिक रूप से प्रसारित रोग और इस मामले में आप गुणसूत्र के 21 वें नंबर में ट्राइसॉमी पा सकते हैं ट्राइसॉमी में दो के बजाय तीन गुणसूत्र होते हैं एक जोड़ी होने के बजाय हमारे पास त्रय है और यह ट्राइसॉमी21 गुणसूत्र में ट्राइसॉमी को संदर्भित करता है 21 स्लॉट्स डाउन सिंड्रोम को संदर्भित करता है जहां संबंधित बच्चा आपके कई दोषों में पैदा होगा जैसे कि क्लिफ्ट लिप या क्लिफ्ट पैलेट छोटे सिर हो सकते हैं भौहें शायद अनुपस्थित हो सकती हैं वगैरह इसी प्रकार हमारे पास यह एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है जो कि 18 वीं संख्या में गुणसूत्र में ट्राइसॉमी को संदर्भित करता है इस मामले में भी हमारे पास कई महत्वपूर्ण प्रभाव हैं जैसे कि विकृत आंखें हो सकती हैं ढाल छाती हो सकती है और खोपड़ी का पिछला हिस्सा बहुत प्रमुख हो सकता है इस स्थिति की तरह और कई अन्य चिकित्सा प्रतीक हैं जो वे जुड़े हुए हैं इसी तरह ये सिर्फ दो उदाहरण हैं जो कई अन्य मामले हो सकते हैं जहां मजबूत विकिरण के लिए जन्म के पूर्व का संपर्क विभिन्न गुणसूत्रों के ट्राइसॉमी का कारण बन सकता है तदनुसार हमारे पास कई अन्य हो सकते हैं जैसे कि जैकबसेन सिंड्रोम हो सकता है जैकबसेन सिंड्रोम इस तरह के उदाहरण हो सकते हैं इसलिए एक और जहां हम एक और गुणसूत्र की स्थिति में ट्राइसॉमी पा सकते हैं तो संक्षेप में यह सभी चीजें एक साथ रखी जाय तो ये पिछले मॉड्यूल में ही आती हैं लेकिन फिर भी मैं इस विशेष मॉड्यूल में उनके बारे में उल्लेख कर रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि विकिरण का क्या प्रभाव हो सकता है और यहाँ विकिरण का प्रभाव किसी भी रेडियोधर्मी स्रोत के कारण हो सकता है लेकिन अब आगे से हम ज्यादातर परमाणु स्रोत पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम चिकित्सा विकिरण रेडियोधर्मी स्रोतों से संबंधित भाग को बाहर करने जा रहे हैं लेकिन वहाँ एक अंतिम विचार के रूप में चिकित्सा विकिरण भी इस जन्म के चरण के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यही एक कारण है कि आजकल एक गर्भवती महिला का सुझाव नहीं दिया जाता है एक्स किरणों या इसी तरह के उपचारों के लिए जाएं क्योंकि उनके द्वारा आने वाले विकिरण उनके भ्रूण को काफी प्रभावित कर सकते हैं अब हम विशुद्ध रूप से परमाणु आधारित दुर्घटनाओं या घटनाओं के लिए आते हैं जिसके कारण महत्वपूर्ण विकिरण खतरे होते है और हां हमें 1945 में पीछे हिरोशिमा को देखना होगा हम सभी ने शायद इस विशेष फोटो को देखा है बमबारी के बाद या परमाणु बम जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया हमने देखा कि इस तरह के फ्लुम के निर्माण में इस परमाणु बम द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज की गई थी जो मुझे लगता था कि नाम लिटिल बॉय था और आपने शायद इस चित्र को भी देखा होगा यह एनोला गे उस विमान का नाम है जिसने उस लिटिल बॉय को ले जाकर हिरोशिमा पर ड्रॉप किया था उनके चालक दल के सदस्यों के साथ उनके साथ एक तस्वीर थी और बोक्सकार विमान था जिसपर प्लूटोनियम बम रखा था जो 9 अगस्त को नागासाकी की तरफ ले गया आपने शायद इस छवियों को भी देखा है यह रुट मैप है जिसका पालन किया गया था कि वे गुनम में इस ट्रांसिएंट लोकेशन से शुरू किए गए हैं क्षमा करें गुआम और वहाँ से इस एनोला गे ने 6 अगस्त को इस विशेष पथ से यात्रा की और इसके लिए लक्ष्य हिरोशिमा था यह काफी है हाँ मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझा जाए लेकिन आप शायद जानते होंगे कि आप भी नहीं जानते होंगे हिरोशिमा जबकि यह बहुत सुनियोजित घटना थी पूरा नागासाकी लक्ष्य नहीं था वास्तविक लक्ष्य यह विशेष स्थान था जिसे कोकुरा कहा जाता था यह घटना उस प्लूटोनियम बम के परीक्षण की दूसरी बमबारी थी जो शुरू में 11 अगस्त को होने वाली थी लेकिन कुछ मौसम की स्थिति के कारण उन्होंने इसे रोक दिया उसे पहले कर दिया गया जिससे 9 अगस्त को कोकुरा मूल लक्ष्य हो गया लेकिन जब विमान यह बोक्सकर जो कोकुरा पहुंचा था वह इस स्पॉट को पहचानने में असमर्थ था क्योंकि सामान्य विमान हमलावरों द्वारा भारी मात्रा में बमबारीपहले से ही की जा रही थी लिहाजा पूरा कस्बा काले धुएं से ढंका था और यह Bockscar क्रू को स्पॉट को पहचानने में बहुत मुश्किल थी दो या तीन असफल प्रयास हुए और उसके बाद उन्होंने सेकेंडरी टारगेट पर जाने का फैसला किया जो नागासाकी था और इसलिए वे नागासाकी चले गए जहां इस प्लूटोनियम बम जिसे फैट मैन कहा गया था जिसे डिस्पोसेड ऑफ कर दिया गया और वे बस किसी तरह के स्थान पर वापस आने का प्रबंधन करते हैं वास्तव में मैं स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता लेकिन मुझे लगता है कि यह कहीं न कहीं एक आपातकालीन रोक बनाने के लिए मजबूर कर दिया है क्योंकि क्यों की इसमें ईंधन नहीं था लेकिन हमारा लक्ष्य हिरोशिमा में क्या हुआ इस बारे में लंबी चर्चा नहीं करना है बल्कि हम इस ओर देखना चाह रहे थे कि हिरोशिमा में विकिरण का क्या प्रभाव था और उस उद्देश्य के लिए कई दस्तावेज हैं इंटरनेट पर काफी कुछ डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध हैं जिन्हें आप इस पर गौर कर सकते हैं यह एक पुस्तक है जो 2010 में प्रकाशित हुई थी द लास्ट ट्रेन फ्रॉम हिरोशिमा द सर्वोइवर लुक बैक बीइ चार्ल्स पैलेग्रिनो यह 2010 में प्रकाशित हुआ था लेकिन इसमें बहुत सारे विवाद शामिल थे डेटा के स्रोत के बारे में कई चुनौतियां हैं जिनके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है और बाद में प्रकाशक ने माफी मांगी और मान्यता दी कि डेटा के स्रोत को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है और इसलिए पूरे उन्होंने इस का प्रकाशन बंद कर दिया लेकिन 2015 में मुझे उस संशोधित दूसरा संस्करण का नाम याद नहीं है इस पुस्तक का लेकिन एक अलग प्रकाशक द्वारा थोड़ा अलग नाम के साथ प्रकाशित किया गया लेकिन इस पुस्तक के कवर के अंदर यह एक जापानी व्यक्ति की कहानी को दिखाता है जिसे यामागुची त्सुतोमु यामागुची कहा जाता हैजो डबल विस्फोट में से एक सर्वोइवर था जो आप कह सकते हैं किसी प्रकार के कारण वह एक कंपनी का कर्मचारी था और अपने आधिकारिक कर्तव्य के कारण वह हिरोशिमा गया था या वह 6 अगस्त की सुबह हिरोशिमा में था और एपिसेंटर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर और फिर जब बम गिरा तो वह किसी तरह घटना से बच गया लेकिन उसने देखा कि वहां क्या हुआ वह वहां से गुजरने में सक्षम था कुछ भयानक अनुभव थे कुछ भयानक अनुभवों के माध्यम से सर्वाइव हैं और फिर अगली सुबह उस विस्फोट के कई अन्य बचे लोगों के साथ उन्होंने एक बारिश ली और अपने गृहनगर वापस चले गए और उसका गृहनगर क्या था संयोग से वह नागासाकी था इसलिए वह नागासाकी वापस चला गया वह और फिर अगले दिन नागासाकी वापस जाने के बाद अगले दिन कंपनी में हिरोशिमा में हुई घटना या घटना के अनुक्रम की रिपोर्ट करने के लिए गया और वह विशेष दिन 9अगस्त था जब नागासाकी हमले में थी और वह किसी तरह वहा भी बच गया था यह कहा जाता है कि लगभग 165 व्यक्तियों की तरह कुछ दोनों प्रभाव से बचे लेकिन यामागुची एकमात्र व्यक्ति था जिसे जापान सरकार द्वारा पुष्टि की गई थी कि दोनों प्रभाव बच गए हैं यह विशेष पुस्तक आम तौर पर उस अनुभव के इर्द गिर्द घूमता घूमती है जो यामागुची और कई अन्य बचे लोगों के पास था वे वर्णन करते हैं कि कैसे हिरोशिमा एक बहुत व्यस्त शहर से हॉरर के बीच नर्क के एक क्षणिक संस्करण में बदल गया था बेशक हम इस के विवरण पर नहीं जाना चाहते हैंअब चाहे अनुभव के बारे में जो इस पुस्तक में रिपोर्ट किया गया है किसी प्रकार की वैधता हो या क्या यह बहुत अतिरंजित था हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं लेकिन इसमें कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है जो निश्चित रूप से वहां हुई हैं और साथ देने के लिए कई अन्य फोटोग्राफिक उदाहरण भी उपलब्ध हैं सबसे भयानक अनुभवों में से एक जीवित बचे लोगों को आंट वाकिंग एलिगेटर के रूप में जाना जाता था इस विस्फोट के जीव जो न तो मानव और न ही जानवर और न ही जीवित और न ही मृत प्रतीत होते हैं मैं उस चित्र को नहीं दिखाना चाहता हूं अगर आप में से किसी का भी दिल मजबूत है तो आप इस शब्द के साथ इंटरनेट पर खोज सकते हैं और आप उन भयावह चित्रों को खोज सकते हैं लेकिन इस आंट वाकिंग एलिगेटर को उन व्यक्तियों के लिए भेजा गया था जिन्हें इस हद तक विस्फोटों द्वारा जला दिया गया था की उनकी त्वचा को पूरी तरह से उतार दिया गया था उनका चेहरा पूरी तरह से तिरछा हो गया था उनके पास कोई आंख नहीं थी और उनका मुंह सिर्फ एक छेद में बदल गया था बेशक वे मर गए लेकिन शायद कुछ मिनट या कुछ घंटों के बाद यह घंटे नहीं होना चाहिए लेकिन शायद 30 मिनट या कुछ घंटे और उस अवधि के दौरान वे चींटी की तरह सड़क बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहे और उनकी त्वचा काली पड़ गई थी और वह इतनी परतदार थी कि यह एक मगरमच्छ की त्वचा जैसा था इसीलिए यह शब्द आंट वाकिंग एलिगेटर चलन में आया जो लोग बाहर में एपीसेंटर के काफी करीब थे उनका नामो निशान मिट गया जो लोग खिड़की वाले थे लेकिन खिड़की के कुछ पास जो उस एपीसेंटर का सामना कर रहे थे उनका भी यही हश्र था जो अंदर थे और उस एपीसेंटर में उस तरह का सामना नहीं कर रहे थे उनमें से कई बच गए लेकिन कई घटनाओं या विकिरण के कई निशान के साथ जैसे जो लोग गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे वे मजबूत प्रभाव झेलते हैं जहाँ वे सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं वे कुछ बेहतर स्थिति में थे ऐसी कई तस्वीरें हैं जहाँ आप ऐसे व्यक्ति देख सकते हैं जो किसी तरह के धारीदार कपड़े पहने हुए हैं जो कि विशेष रूप से उनकी त्वचा पर छपे हुए हैं कुछ लोग पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गए थे एक छाया के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे हम जानते हैं कि जब भी किसी तरह का विकिरण सिर्फ प्रकाश के बारे में सोचते हैं जब प्रकाश हमारे किसी स्रोत से हमारी ओर आ रहा है तो यह एक छाया का निर्माण करेगा छाया मूल रूप से एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां हमारी उपस्थिति के कारण प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था इसी तरह की बात यहां मजबूत विकिरण प्रभाव के कारण हुई जब कोई व्यक्ति मजबूत विकिरण की रेखा में था इसने संबंधित या निकट स्थान में उस व्यक्ति की छाया बनाई शायद किसी तरह की दीवार पर फर्श पर लेकिन विकिरण इतना मजबूत है कि व्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गया छाया को पीछे छोड़ दिया कपड़ों से पैटर्न कि मैंने अभी उल्लेख किया है जो जली हुई त्वचा है मनुष्य के सूखे हस्क को फैलाया गया है भूसी का तात्पर्य तापमान हवा से होता है विस्फोट के कारण मानव शरीर से पूरा रक्त वाष्पीकृत हो जाता है जो एक सूखी भूसी जैसा दिखता है इसके अलावा बहुत सारे लोग भी केवल विकिरण के परिणामस्वरूप नहीं मरे बल्कि बहुत से लोग मारे गए क्योंकि बहुत बड़ा तूफान या विशाल विस्फोट होता है जिसके कारण बहुत सारे पेड़ उखड़ गए वहाँ 1300 साल पुराने कैंपआउट पेड़ थे जो उखड़ गए थे और चीजों को तेज हवा से उड़ा दिया गया था और बहुत सारे लोग इस तरह के पेड़ों और अन्य भारी चीजों में टकराव से मारे गए थे जो हवा के साथ उड़ रहे थे कुछ लोग तुरंत अंधे हो गए थे कुछ अन्य लोगों को अपनी दृष्टि खोने में वर्षों लग गए आसपास का वातावरण काली बारिश से तबाह हो गया और निश्चित रूप से दीर्घकालिक प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी जो परमाणु से संबंधित सबसे बड़ी चिंता का एक बड़ा हिस्सा है बेशक जब भी किसी स्थान पर बमबारी होती है तो कई प्रभाव होंगे लेकिन यह फिर से प्रभावित होगा केवल थोड़े समय के लिए सीमित होगा लेकिन किसी भी प्रकार की परमाणु दुर्घटनाओं या इस तरह के परमाणु हथियार के उपयोग से संबंधित विकिरण का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा और यह विशेष इमेज हिरोशिमा का पर्याय है कलाई की बहुत सारी घड़ियाँ मिलीं जो 815 के आसपास रुक गई थीं उस समय जब यह घटना वहाँ हुई इसलिए लेकिन संक्षेप में हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं या मैं इन सभी घटनाओं के बारे में सिर्फ यह दिखाने के लिए उल्लेख कर रहा हूं कि परमाणु हथियार के उपयोग के कारण विकिरण का क्या प्रभाव हो सकता है और अब हम परमाणु ऊर्जा उत्पादन चर्चा करते हैं परमाणु ऊर्जा का उपयोग 1945 से शुरू हुआ और यह ऐसी घटना शुरू हुआ कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन की पहली पीढ़ी से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के वैज्ञानिक विकिरण के संभावित खतरनाक प्रभाव के बारे में बहुत सावधान थे और परमाणु दुर्घटना के संभावित निहितार्थ क्या हो सकते हैं और इसलिए बहुत प्रारंभिक पीढ़ी के प्लांट से ही अलग अलग सुरक्षा उपाय किए गए थे अभी भी काफी कुछ था वास्तव में मुझे कहना चाहिए कि तीन प्रमुख परमाणु दुर्घटनाएं हैं जो पिछले 65 70 वर्षों के परमाणु इतिहास पर हुई थीं और उन दुर्घटनाओं में से प्रत्येक के अलग अलग कारण थेजिसने वैज्ञानिक को मूलभूत डिजाइनों में वापस जाने की अनुमति दी और पाया कि इस तरह की दुर्घटनाओं के पीछे उन कारणों के स्रोत क्या हैं और कुछ प्रकार के संशोधित और बेहतर डिजाइन के साथ आते हैं और उनमें से पहला थ्री माइल आइसलैंड घटना थी यह एक छोटा द्वीप था संयुक्त राज्य अमेरिका का एक छोटा नदी द्वीप स्थान यहाँ दिखाया गया है यह उनके संयंत्र का स्कीमैटिक है अब स्कीमैटिक देखकर आप कह सकते हैं कि यह किस तरह का रिएक्टर था हाँ आप सही हैं आप देख सकते हैं कि एक प्रेशराइज़र है तो यह एक प्रेशर वाटर रिएक्टर होना चाहिए यह एक प्रेशर वाटर रिएक्टर था मुझे कहना चाहिए कि यह एक प्रेशर वाटर रिएक्टर या पीडब्लूआर था जो स्कीमैटिक में पीडब्ल्यूआर के सभी मानक घटकों को दर्शाता है और यह घटना 28 मार्च 1979 की सुबह की विशेष योजना की दूसरी इकाई पर हुई कुछ छोटी खराबी के कारण दूसरा लगभग तुरंत बंद हो गया और एक राहत वाल्व को बंद करना चाहिए था लेकिन यह नहीं था इसके विपरीत जो वाद्य पैनल ने दिखाया वास्तव में कुछ अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि एक प्रकाश जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांड पर था जो संकेत देते हुए आगे बढ़ा कि राहत वाल्व अभी भी खुला था लेकिन वहां मौजूद ऑपरेटर ने उसे गलत समझा और यह माना कि सब कुछ सामान्य है वाल्व पूरी तरह से काम कर रहा है और परिणाम था जब दुर्घटना शुरू होती है तो ऑपरेटर समस्या को निर्धारित करने के लिए संघर्ष करते हैं और एक बार जब उन्हें पता नहीं होता है कि समस्या क्या है तो वे उचित समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं इसलिए स्थिति को नियंत्रण में लाने में काफी समय लग गया सौभाग्य से संयंत्र के आस पास बहुत अधिक आम लोग नहीं थे और इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लगभग 16 घंटे और 60 या उससे अधिक व्यक्तियों के घटक प्रयास हुए यदि ह्यूमन फैक्टर होते तो मुझे इस दुर्घटना के पीछे के कारण के बारे में उल्लेख करना चाहिए क्रिटिकल ह्यूमन फैक्टर और यूजर इंटरफ़ेस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ऐसी दुर्घटना के पीछे प्राथमिक कारण हैं वाल्व खुला हुआ अटक रहा था नियंत्रण कक्ष पर एक प्रकाश ने अस्थिर रूप से संकेत दिया कि वाल्व बंद था लेकिन जैसा कि मैंने कुछ मामलों में उल्लेख किया है कि ऑपरेटर ने सिंबल जो वाल्व प्रकाश दे रहा था उसे गलत समझा प्रकाश ने केवल वाल्व की स्थिति का संकेत नहीं दिया सोलेनोइड की स्थिति को संचालित किया जा रहा है या नहीं इस प्रकार एक बंद वाल्व का झूठा साक्ष्य दे रहा है और इसके कारण ऑपरेटर कई घंटों तक समस्या का निदान करने में विफल रहते हैं और इस तरह की घटनाएं घटीं जो काफी घंटों के बाद ही पता चलीं जब स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने लगी ऑपरेटरों को शायद इन पायलट संचालित राहत वाल्व संकेतक की अस्पष्ट प्रकृति को समझने के लिए ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया था और साथ ही उन्हें ठीक से सूचित नहीं किया गया था उनके पास मुख्य राहत वाल्व बंद होने की पुष्टि के लिए उचित अनुभव नहीं था टेल पाइप में पायलट संचालित राहत वाल्व के नीचे की ओर रिलीफ वाल्व के बीच में एक तापमान संकेतक है यह भी संकेत दे सकता है कि वाल्व खुला हैटेल पाइप में तापमान जितना होना चाहिए था उससे अधिक होना चाहिए एक राहत वाल्व का उपयोग बंद कर दिया जाना चाहिए था लेकिन टंपरेचर इंडिकेटर टंपरेचर इंडिकेटर एक दुर्घटना के बाद इस्तेमाल किए जाने वाले संकेतक डिजाइन के उनके सूट का हिस्सा नहीं था और इसलिए ऑपरेटर ने किया पता नहीं कैसे उस समान का उपयोग करने के लिए उस विशेष संकेतक को कैसे फंसाया जाए सात फुट उच्च इंस्ट्रुमेंटल पैनल के पीछे इसके स्थान का मतलब यह भी था कि यह ऑपरेटरों की दृष्टि से प्रभावी रूप से बाहर था तो टीएमआई घटना के पीछे प्रमुख कारण टीएमआई का अर्थ है थ्री माइल आइलैंड हम संक्षेप में बता सकते हैंनंबर 1 ऑपरेटरों का उचित प्रशिक्षण उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अलग अलग सेंसर द्वारा दिए गए संकेतों को कैसे इम्प्लिकेट किया जाना चाहिए उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं था साथ ही यह भी पर्याप्त रूप से योग्य नहीं था कि वे तय कर सकें कि नई तरह की घटना पर कैसे कार्रवाई की जाए और नंबर 2 उस रिलीफ वाल्व की विफलता रिलीफ वाल्व और भी गलत संकेत इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल द्वारा दिया गया नंबर 3 इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल का ही अनुचित डिजाइन सभी संकेतकों को ठीक से नहीं रखा गया था नंबर 4 किसी भी बैकअप विकल्प की कमी जैसे एक रिलीफ वाल्व खुला रखा गया था या यह स्टक कर गया था प्लांट केवल एक सिगनल पर निर्भर करता था यह दिखाने के लिए कि वाल्व खुला है या बंद है लेकिन अन्य प्रतीकों जैसे संकेत के अन्य संभावित विकल्प जैसे टेम्परेचर इंडिकेटर यहाँ उन चीजों का उल्लेख करना सेफ्टी पैनल का हिस्सा नहीं है और इसलिए इस तरह के संकेतों के लिए कोई बैक अप विकल्प नहीं था तो यह मोटे तौर पर आप डिजाइनरों के हिस्से से लापरवाही या ऑपरेटरों के अनुभव की कमी कह सकते हैं जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हुईं और यह घटना होने के बाद रिएक्टर कोर की स्थिति थी अब बेशक स्वास्थ्य प्रभाव सरकारें उस घटना को दबाने की कोशिश करती हैं उनका दावा है कि दुर्घटनाओं से कोई चोट या प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव नहीं था विकिरण के अवशोषण से केवल एक अतिरिक्त कैंसर से मृत्यु प्लांट के 50 मील के भीतर हुई लेकिन बाद में यह पाया गया कि शिशु मृत्यु में वृद्धि हुई है यह भी शिशुओं में वृद्धि हुई थी हाइपोथायरायडिज्म के साथ पैदा हुए बच्चों की संख्या में वृद्धि जो आसपास के क्षेत्रों में रेडियोधर्मिता रेडियोधर्मी आयोडीन और सीज़ियम आइसोटोप के प्रसार का परिणाम था लगभग 90 के दशक 1990 के दशक तक कोई भी रिब्युड आर्टिकल मौजूद नहीं था जो TMI युग में कैंसर की दर या अन्य प्रभावों के बारे में विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है कन्टीमीनेशन की मात्रा काफी महत्वपूर्ण थी कुछ रेडियोधर्मी गैसों और हाइड्रोजन को भी वायुमंडल रिलीज़ हो गयी अधिकतम 13 मिलियन क्यूरी रेडियोधर्मी गैसों मात्रा आसपास रिलीज़ हो गयी जो उस समय महत्वपूर्ण संख्या थी साइड बाउंड्री के एक व्यक्ति की अधिकतम खुराक 100 mrem से कम पाई गई क्लीनअप ऑपरेशन के दौरान सब कुछ साफ करने में लगभग 12 साल लग गए क्लीनअप की लागत 973 डॉलर लगभग 1000 डॉलर आंकी गई और सफाई की प्रक्रिया के दौरान फिर से कई श्रमिक रेसिडुअल रेडिओएक्टिवटि residual radioactivity से कन्टीमीनेट हो गये प्लांट लगभग 1985 तक नहीं खुला अब परमाणु उद्योग पर TMI का क्या प्रभाव पड़ा बेशक वहाँ प्रभाव था वहाँ आसपास के क्षेत्रों में विकिरण फ़ीड था लेकिन विकिरण का प्रभाव इतना नहीं था क्योंकि यह अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित नहीं था बल्कि जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि यह एक नदी द्वीप था और इसलिए श्रमिकों या संयंत्र से जुड़े लोगों के अलावा आसपास बहुत अधिक आम लोग नहीं हैं लेकिन परमाणु उद्योग के विकास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जैसा कि आप पहले ग्राफ से देख सकते हैं कुल स्थापित क्षमता काफी तेजी से बढ़ रही है और अचानक कहीं न कहीं यह एक पड़ाव पाया यह सक्रिय रिएक्टर था सक्रिय रिएक्टरों को संदर्भित करता है जो बढ़ते भी रहते थे और अतिरिक्त निर्माण हैं जो चल रहे हैं फिर से आप इस अतिरिक्त निर्माण की मात्रा देख सकते हैं जैसे कि यह इस राशि की तरह कुछ था जबकि 1975 के आसपास यह इस राशि की तरह था तो यह भी बढ़ता रहा लेकिन अचानक इस थ्री माइल द्वीप की घटना के बाद कमी आई है इस क्षेत्र में क्षमता वृद्धि में अचानक कमी आई है और फिर कुछ ऐसा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं चेरनोबिल दुर्घटना 1986 में हुई और उसके बाद हुई परमाणु उद्योग में लगभग सेचुरेशन आ गया 1986 और लेट के बीच शायद ही कोई कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था इसलिए कुल रेअलाइज़ड कैपिसिटी या स्थापित क्षमता वह भी ठप हो गई और परमाणु उद्योग में शायद ही कोई नई वृद्धि हुई है थ्री माइल आईलैंड हादसे के बाद अमेरिका में निर्माणाधीन रिएक्टरों की संख्या में हर साल 1980 से 1998 तक गिरावट आई और उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में कई बैबॉक विलकॉक्स रिएक्टर परमाणु रिएक्टर के प्राथमिक आपूर्तिकर्ता थे जिन्हें रद्द कर दिया गया था कुल 51 परमाणु रिएक्टरों में 51 परमाणु रिएक्टरों के आर्डर 1980 से 84 के बीच रद्द किए गए थे इसलिए विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु उद्योग के लिए एक बड़ा झटका था विशेष रूप से थ्री माइल आईलैंड की घटना के दौरान लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में इस अवधि तक विशेष रूप से यूरोपीय देशों में बड़ा प्रभाव नहीं था यदि आप ग्राफ से देखते हैं तो यहाँ कहीं थ्री माइल आईलैंड की घटना हुई है और लेकिन फिर भी इस अवधि या 1979 से लेकर लगभग 1986 तक 7 वर्षों तक कुल स्थापित क्षमता शीघ्र ही बढ़ती रही और जब संयुक्त राज्य अमेरिका अपने प्लांट को बंद कर रहा था या किसी भी तरह के नए निर्माण पर रोक लगा दिया था तो यूरोपीय देशों ने स्थापित क्षमता को बढ़ाना जारी रखा लेकिन तब हम 1986 में पहुंच जाते हैं तब चेरनोबिल की घटना हो गयी चेरनोबिल वर्तमान यूक्रेन में स्थित एक परमाणु संयंत्र था जो उस समय यूनाइटेड यूएसएसआर का एक हिस्सा था यह रिएक्टर कोर था रिएक्टर कोर से क्या आप कोइ आईडिया प्राप्त कर सकते है कि यह किस प्रकार का रिएक्टर है तस्वीर से मुझे देखने दो आप देख सकते हैं कि पानी चारों ओर बह रहा है इसलिए यह वाटर कूल रिएक्टर है लाइट वाटर कूल रिएक्टरकोई अन्य जानकारी नहीं दी गई है लेकिन ठीक है अब मै ऐड करता हु यह एक लाइट वाटर कूल रिएक्टर या LWR था लेकिन इस्तेमाल किया गया मॉडरेटर ग्रेफाइट था यह काफी अजीब कॉम्बिनेशन था मॉड्यूल नंबर 7 में हमने विभिन्न थर्मल रिएक्टरों के बारे में चर्चा की है तो वहाँ से क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का रिएक्टर था यह ग्रेफाइट मॉडरेट वाटर कूल्ड रिएक्टर graphite moderated water cooled reactors था तो LWGR या RBMK कहा जाता है उस समय यूएसएसआर में आरबीएमके रिएक्टर बेहद लोकप्रिय हैं और लगभग सभी न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव परमाणु रिएक्टर सोवियत संघ में आरबीएमके प्रकार के थे जो घटना घटित हुई उसमें मुझे लगता है कि चेरनोबिल की 6 वीं इकाई है यह 26 अप्रैल 1986 था क्षमा करें यह चौथी रिएक्टर था यह देर रात 123 बजे के आसपास फिर से हुआ यह किसी दोषपूर्ण डिजाइन के कारण नहीं था बल्कि यह गलत तरीके से नियोजित या ऑपरेटरों द्वारा किए गए बहुत खराब नियोजित प्रयोग के कारण था RBMK डिज़ाइन की अपनी गलती थी लेकिन उस समय तक सोवियत संघ के सभी RBMK प्लांट ठीक चल रहे हैं और इसलिए ऑपरेटरों में अति आत्मविश्वास था जिससे यह विशेष स्थिति पैदा हुई वे रिएक्टर 4 पर देर रात सेफ्टी टेस्ट कर रहे हैं परीक्षण 25 अप्रैल को शुरू हुआ था क्योंकि कुछ मुद्दों पर इसे देर से आने में देरी हुई थी और वे स्टेशन ब्लैकआउट शक्ति विफलता का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें प्रयोग के दौरान सभी सुरक्षा प्रणालियों को जानबूझकर बंद कर दिया गया था तो सिस्टम था इस प्रयोग के समय प्रणाली में किसी भी प्रकार की सेफ्टी सिस्टम नहीं थी जो पहली बड़ी गलती थी कुछ निहित रिएक्टर डिज़ाइन दोषों और रिएक्टर ऑपरेटरों के कारण जो प्रयोग करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करते थे जिसकी वजह से रिएक्टर ऑपरेशन अनियंत्रित हुआ आपको शायद याद होगा कि आरबीएम के अपने शुरुआती डिजाइनों के साथ एक बड़ी समस्या है चेरनोबिल कि प्रारंभिक डिजाइन में से एक की तरह पॉजिटिव वोयड रेअक्टिविटी फीडबैक थी जो एक अस्थिर रिएक्टर की ओर जाता है और यही हुआ अनियंत्रित होने पर एक प्रतिक्रिया के रूप में यह विनाशकारी भाप विस्फोट और उसके बाद खुली हवा में आग में परिणत होता है और यह आग लगभग 9 दिनों तक चलती है यूरेनियम ईंधन गरम हो गया और रिएक्टर के सुरक्षात्मक अवरोध के माध्यम से पिघल गया जिससे पर्यावरण को रेडियोधर्मी विखंडन उत्पाद जारी किए गए और यह भी आग इतनी मजबूत थी कि इसने संयंत्र के चारों ओर हवा का एक उच्च वेग आंदोलन बनाकर एक बहुत मजबूत अपड्राफ्ट बनाया और जैसा कि विखंडन उत्पादों को संयंत्र के लिए उत्सर्जित किया गया था पिघले हुए ईंधन से यूरेनियम ईंधन पिघल गया वे सभी पड़ोसी क्षेत्रों में मजबूत हवा से ले गए विशेष रूप से यूक्रेन और बेलारूस के सभी क्षेत्रों में यूक्रेन और बेलारूस के अधिकांश भाग वर्तमान रूस हैं और यहां तक कि पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में भी यह तस्वीर कुछ प्रभावित क्षेत्रों को दिखाती है आप रोमानिया जैसे देशों को भी देख सकते हैं लगभग पूरा हंगरी जो कि इस विकिरण के प्रभाव से प्रभावित था अब चेरनोबिल दुर्घटना केवल दो परमाणु ऊर्जा दुर्घटनाओं में से एक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना पैमाने पर 7 स्तर की घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है दूसरा आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरा क्या है चेरनोबिल पहले एक है जिसे स्तर 7 और वास्तव में स्तर 7 मिला मुझे उल्लेख करना होगा कि यह पैमाने पर अंतिम उच्चतम स्तर है 2011 में हुई दूसरी घटना हाँ मुझे लगता है कि आप अब अनुमान लगा सकते हैं यह परमाणु दुर्घटना थी जो दाइची पावर स्टेशन फुकुशिमा जापान में हुई थी वह भी स्तर 7 की घटना थी लेकिन वहाँ कारण कुछ और था और वहाँ प्रकृति ने एक बड़ी भूमिका निभाई क्योंकि सब कुछ सूनामी द्वारा शुरू किया गया था तो उस दृष्टिकोण से सिर्फ चेरनोबिल को अक्सर सबसे बड़ी मानव निर्मित परमाणु दुर्घटना कहा जाता है जिसने बॉल को स्टक किया सबसे बड़ी मानव निर्मित परमाणु घटना जो दुनिया में हुई प्रारंभ में विस्फोट में केवल 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एक कि लगभग तुरंत यह काफी आश्चर्जनक है यह इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोट के बावजूद केवल एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की बाद में रेडिएशन की घातक डोज़ के कारण मृत्यु हो गई 134 लोगों को तीव्र रेडिएशन लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनमें से 28 में फायरमैन और कर्मचारी शामिल हैं जिनकी एक्टिव रेडिएशन सिंड्रोम active radiation syndrome के प्रभाव के बाद के महीनों में मृत्यु हो गई थी एक बड़ी समस्या बड़ी गलती बल्कि अधिकारियों द्वारा और यहां तक कि सरकार द्वारा भी की गई थी वे स्थिति के कठिनाई स्तर को महसूस करने में विफल होते हैं और इसलिए वस्तुतः इसे अनदेखा करने का फैसला किया और जिससे साइट पर फायरमैन और कई अन्य निर्माण श्रमिकों को जाना पड़ता है जोखिम भरा काम जो मुझे आम व्यक्ति और संयंत्र को बचाने के लिए कहना चाहिए शुरू में अस्पताल में भर्ती बचे लोगों के इस समूह के बीच लगभग 14 कैंसर की मौतें अगले 10 वर्षों के भीतर हो गई थी यह 1996 से डेटा है इसलिए यह अब तक बढ़ सकता है 2011 में 15 बचपन की थायरॉयड कैंसर से होने वाली मौतों का दस्तावेज बनाया गया है 600000 अधिक फायर फाइटिंग और सफाई अभियान में शामिल हैं कौन और वे रेडिएशन की घातक डोज़ के संपर्क में हैं आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार बेलारूस यूक्रेन और रूस में 8400000 से अधिक लोग विकिरण के संपर्क में थे तो बस इस संख्या को देखकर आप घटना की भयावहता के बारे में अनुमान लगा सकते हैं मैं दोहराता हूं कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड एक्सीडेंट कहा जाता है यह विशेष रूप से इस विशेष पुल ने इस नई तस्वीर को बनाया यह उस समय एक छोटा सा शहर था जिसे पिपरियात कहा जाता था जो उस समय लगभग 50000 की आबादी वाले संयंत्र से 3 मील दूर लगभग 3 मील दूर था उस भयावह रात की सुबह में उन्होंने विशाल विस्फोट को सुना और चेरनोबिल संयंत्र की तरफ भाग गए उनके रास्ते में यह विशेष पुल था जो संयंत्र से लगभग 13 मील की दूरी पर था इसलिए वे पुल पर खड़े होकर देखने लगे कि क्या हो रहा है इसलिए उन्होंने पुल पर इंतजार किया और पूरी घटनाओं के बारे में देखा उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि वे रेडिएशन की घातक डोज़ के संपर्क में हैं बाद में चिकित्सा जांच ने यह अनुमान लगाया कि पुल पर कन्टीमीनेशन का स्तर एक इंसान को मारने के लिए आवश्यक स्तर की तुलना में 8 गुना अधिक था इस घटना के परिणामस्वरूप इस विशेष शहर के कितने लोगों की मृत्यु हो गई यह समझने के लिए बाद में कोई अध्ययन नहीं किया गया था लेकिन इस पुल को पिपरियात ब्रिज ऑफ़ डेथ का नाम दिया गया है विभिन्न आइसोटोप से यह योगदान है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ आइसोटोप काफी जल्दी मर जाते हैं जैसे कि आयोडीन 131 iodine 131 जो कि थायराइड के लिए बड़ा योगदान है क्योंकि हर छोटे आधे जीवन में यह बहुत जल्दी मर जाता है यह एक और है जो सिर्फ 100 दिनों से भी कम समय में मर गया यह टेरारियम 132 है लेकिन कुछ आइसोटोप जैसे ज़िरकोनियम हमेसा बड़ी लाइफ होती है और लगातार बढ़ रही है और फिर यह कम होना शुरू हो जाता है यह शुरू में बढ़ता है और फिर घटता है क्योंकि यह कुछ अन्य आइसोटोप isotopes में भी रेडियोधर्मी प्रतिक्रिया में उत्पन्न होता है लेकिन उनमें से सबसे दिलचस्प यह विशेष रूप से एक है जो कि सीज़ियम 137 को संदर्भित करता है यह वास्तव में बढ़ता रहता है और 10000 दिनों की अवधि के बाद भी यह बहुत अधिक है और यह रेडिएशन स्तर का लगभग 100 प्रतिशत योगदान देता है तो यह एक बहुत लंबा जीवित आइसोटोप है जबकि अन्य अब तक लगभग मर चुके हैं यह अभी भी बहुत सक्रिय है यह एक और आंकड़ा है जो कि चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा किए गए एक अध्ययन से लिया गया है जो कि चेर्नोबिल घटना के बाद बेलारूस में बच्चे और किशोरों में थायरॉयड कैंसर में वृद्धि को दर्शाता है यहाँ वर्टीकल ऐक्सिस प्रत्येक 1000 घटनाओं का रिप्रेजेंट करता है 1000 ऐसे मामले और आप 1986 के आसपास देख सकते हैं जब चेरनोबिल की घटना हुई थी यह काफी कम था लेकिन यह तेजी से बढ़ता रहा रेडलाइन के लिए यह बच्चों के लिए है कि यह बढ़ता है और फिर 2002 तक नीचे गिर जाता है वयस्कों के लिए पीले रंग की रेखा यह किशोरावस्था की अवधि में बहुत तेजी से बढ़ रही है और साथ ही कुछ आयोडीन जैसे आयोडीन 131 यह सीज़ियम आइसोटोप हैं इस थायराइड कैंसर के प्रति मजबूत कंट्रीब्यूटर और इसलिए वे अभी भी बहुत सक्रिय हैं और उस चेर्नोबिल और आसपास के क्षेत्रों में इस थायरॉयड कैंसर के उपस्थिति की मुख्य वजह हैं नुक्लियर प्लांट कंस्ट्रकसन प्रक्रिया पर हमने पहले ही टीएमआई के बाद एक तस्वीर देखी है और इस पर गौर करें टीएमआई यहां होता है उसके बाद इसमें कमी होती है और अब यह चेरनोबिल है और इस पूरी अवधि में 2006 से 2007 तक मुश्किल ही नया निर्माण हुआ और फिर यह शुरू हुआ इसे बढ़ाने या अभी भी यादृच्छिक रूप से शुरू किया गया था क्योंकि 2011 से 2015 की इस अवधि में यह काफी छोटा है यह एक वैश्विक तस्वीर है जो देश के लिए नया नहीं है इसलिए इस चेरनोबिल घटना के बाद परमाणु उद्योग में एक बड़ी खामोशी थी क्योंकि लोगों को दूसरे चेरनोबिल के पुनरावृत्ति होने के डर से वाणिज्यिक बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में बहुत आशंका थी लेकिन जैसा कि समय के साथ होता है लगभग 15 20 वर्षों की इस बड़ी अशांति के बाद वैज्ञानिक जनरेशन 3 या जनरेशन 3 प्लस या यहां तक कि जनरेशन 4 परमाणु रिएक्टरों की अवधारणा के नए डिजाइनों के साथ आए जो परमाणु रिएक्टरों के नए डिजाइनों में सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाते हैं और इसलिए कुल नुक्लिएर प्लांट निर्माण फिर से बढ़ना शुरू हो गया है अंत में टीएमआई और चेरनोबिल से हमें जो सबक मिले हैं मैं यहां फुकुशिमा के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक निष्कर्ष काफी समान होगा दो प्राथमिक पाठ आपातकालीन तैयारी और प्रक्रिया में रिस्पॉन्स और ट्रांसपिरन्सी से संबंधित हैं इसलिए यदि आपातकालीन तैयारी और रिस्पॉन्स के तहत शीघ्र अधिसूचना पूरी तरह से आवश्यक है जिसे एक सुरक्षात्मक कार्रवाई द्वारा परीक्षण किया जा सकता है तो इस तरह के सभी एक्सरसाइज स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग के साथ होने चाहिए क्योंकि क्षेत्रीय अधिकारी की अनुपस्थिति इस चेरनोबिल घटना का एक कारण थी स्थानीय प्राधिकरण को इस बारे में उचित विचार नहीं था कि क्या चल रहा है और इसलिए वे साइट को खाली करने में विफल रहे मल्टीपल यूनिट्स कई इकाइयों को स्थापित करने से पहले प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है और फिर से विकल्प क्या हो सकता है किसी भी प्रकार के आतंकवाद के मामले में आपातकालीन प्रतिक्रिया क्या हो सकती है जो आजकल तेजी से प्रासंगिक होती जा रही है और अन्य पहलू पारदर्शिता है सेफ्टी एनालिसिस और डिजाइन किया जाना चाहिए और परिणाम संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए फिर प्रोपेटरी इनफार्मेशन सुरक्षा संबंधी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए निर्णय का आधार सभी को कम से कम ज्ञानी व्यक्तियों को ज्ञात होना चाहिए और स्टेकहोल्डर कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए वेब पर विनियामक दस्तावेज रेगुलेटरी डाक्यूमेंट्स और योजनाएं रखना चाहिए तो यह सब सबक के साथ अब हम अंत में सुरक्षा के उद्देश्य पर आते हैं इसलिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मूल सुरक्षा उद्देश्य लोगों और पर्यावरण को आयोनाइजिंग रेडिएशन के हानिकारक प्रभावों से बचाना है यह सर्वोपरि वाक्य या सर्वोपरि उद्देश्य है जो किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के डिजाइनरों को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी तरह से आयोनाइजिंग रेडिएशन का प्रभाव मानव और पर्यावरण तक नहीं पहुंचना चाहिए और नई जनरेशन जनरेशन 3 और विशेष रूप से जनरेशन 4 डिजाइन के दौरान काफी समय और बहुत सारे प्रयास करते हैं ताकी पूरी तरह से कन्टीमीनेशन में कमी या आयोनाइजिंग रेडिएशन के पूर्ण आइसोलेशन को सुनिश्चित कर सके इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट को डिजाइन और ऑपरेट किया जाता है ताकि सुरक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सके जो यथोचित रूप से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें विकिरण जोखिम का नियंत्रण शामिल है नियंत्रित इसे रिलीज को नियंत्रित किया जाना चाहिए वेस्ट डिस्पोजल प्रक्रिया के दौरान विशेष रूप से पर्यावरण के लिए रेडियोधर्मी सामग्री की नियंत्रित रिलीज जिस पर हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे रेडियोन्यूक्लाइड्स के अनजाने रिलीज के साथ एक दुर्घटना की संभावना को सीमित करें इस तरह के हादसे के परिणाम को कम करें ऐसे संभावित प्रकार क्या हो सकते हैं जिन्हें हमें दूर करना है और हमें इसके लिए तैयार करना होगा परमाणु सुरक्षा के महत्वपूर्ण तत्व डिफेन्स इन डेप्थ और एप्लीकेशन ऑफ़ सेफ्टी फंक्शन की परिभाषा के सिद्धांत हैं तो डिफेन्स इन डेप्थ एक ऐसा नाम है जो सुरक्षा सुविधाओं के लिए दिया गया है जो कि आधुनिक न्यूक्लियर प्लांट में उपयोग किया जाता है और य हम इसके बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे तो मैं आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करना चाहता हूं आज हमने काफी कुछ गंभीर विषयों के बारे में चर्चा की है हिरोशिमा में जो दुखद घटना घटी उसके बाद थ्री मील आइसलैंड और फिर चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ मैंने लेकिन सभी घटनाओं के बारे में सिर्फ आपको अवगत कराने के लिए उल्लेख किया की एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में सुरक्षा महत्व क्या होता है यह एक ऐसी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण हैऔर मुझ पर विश्वास करो डिजाइन के बारे में सबसे पहले जब परमाणु ऊर्जा संयंत्र का डिज़ाइन सुरु होता है तो पहली चीज जिस पर ऑपरेटर या डिजाइनर कार्य करता है वह पॉसिबल सेफ्टी बैरियर है वे जो इस डिफेन्स इन डेप्थ में रखते है हम अगले परिचय में इस पर चर्चा करेंगे अभी के लिए धन्यवाद